तो अभी हम एक प्लास्टिक आधारित कंपनी में है इस कंपनी का नाम ग्रो हिल प्लास्टिक है जो कि गुजरात में उंझा में स्थित है और यह एक विशेष कंपनी है जो कि छोटे पैमाने की है और यह कच्चे प्लास्टिक की सामग्री लेकर उसे बैटरी का मोल्ड अथवा ढांचा तैयार करती हैं यह वह ढांचा है जिसके अंदर बैटरी को बिठाया जाता है इस कारखाने में यह लोग एक PLC बेस्ड छोटी मशीन का उपयोग करते हैं जिसके द्वारा प्लास्टिक का ढांचा बनाया जाता है तो हम इस PLC बेस्ड मशीन के बारे में और भी जानकारी लेंगे इसके अलावा पीएलसी पैनल के बारे में भी अधिक इंफॉर्मेशन लेंगे तो मेरे साथ मिस्टर संतोष यादव हैं जो कि यह कंपनी के एग्जीक्यूटिव है तो मिस्टर यादव क्या आप विस्तार पूर्वक हमें यह प्लास्टिक बैटरी की फ्रेम जो यहां बनाई जाती है इसके प्रोसेसेस दिखा सकते हैं यहां जो मोती जैसी सामग्री दिख रही इसके साथ हम रंग मिलाते हैं और अगर हमें सफेद रंग चाहिए फ्रेम का तो इसमें हम कोई भी रंग नहीं मिलाते हैं यह जगह पर इस सामग्री को पिघलाया जाता है और फिर यह एक डब्बे के रूप में बाहर आती है इसका दरवाजा तभी खुलता है जब यह एकदम ठंडा पड़ चुका होता है यहां पर तापमान 240 डिग्री है और अब इसका कूलिंग हो चुका है अतः यह मोल्ड खुल जाएगा पूरा एक फ्रेम बनाने में 6495 सेकंड लगते हैं आपने अभी तक जो देखा वह मूल रूप से एक प्लास्टिक कंटेनर अथवा तो फ्रेम बनाने वाली मशीन है और इसे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन नाम की कंपनी ने इस मशीन को बनाया है और इसका मॉडल है sprint H 358 कच्चा माल खरीद कर इस मशीन में डाला जाता है PLC पैनल के द्वारा सभी मापदंडों को सेट कर दिया जाता है PLC के मापदंडों के आधार पर मशीन अपने आप कच्चा माल अपने आप अंदर ले सकती है और मापदंडों के अनुरूप कच्चे माल को आ कर देती है जैसे कि इस मामले में हमें बैटरी का फ्रेम तैयार होकर मिला शुद्धता के लिए अर्थात मशीन में कोई भी गलती ना हो तो मशीन में बहुत सारे सेंसर लगाए जाते हैं यह सेंसर मूल रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ताकि हम आवश्यक माप मशीन में से प्राप्त कर सके अगर हम सटीक माप का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा उत्पादन आवश्यकता के अनुसार नहीं होगा तो अनिवार्य रूप से हमारे पास साइबर फिजिकल सिस्टम्स है जिसमें विभिन्न प्रकार की सेंसर लगे हैं और यह सेंसर का काम आवश्यक माप को लेना होता है तो इस मशीन में एक सेंसर मूल रूप से मापदंडों का ध्यान रखता है जैसे की कितनी लंबाई से ये पिस्टन आगे पीछे होगा उसके आधार पर पर ही वह आगे बढ़ेगा और उतना ही आगे बढ़ेगा जितनी कि मापदंड के आधार पर आवश्यकता है यहां सेंसिंग डाटा के आधार पर सेंसिंग होता है और वास्तविक ऑपरेशंस के आधार पर ही पैसे ले लिए जाते हैं आप जानते हैं कि अलग अलग निर्णय किस तरह से दिए जाते हैं और यहां पर एक फीडबैक कंट्रोल भी होता है और उस कंट्रोलर को पता है कि इसके आगे उसे अब क्या करना है यह एक इंडस्ट्रियल IOT का परफेक्ट उदाहरण नहीं है जैसा कि आपने इंडस्ट्री 40 देखी है सबसे पहले हमें बहुत सारे अलग अलग अवयवों की जरूरत है और फिर डाटा एक्विजिशन की जो कि हमें अलग अलग सेंसरो के द्वारा मिल सकती है और फिर उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं इन सब प्रोसेसिंग के आधार पर हम अलग अलग निर्णय ले सकते हैं और इन नियमों के बाद फीडबैक कंट्रोल भी भेजा जा सकता है जो कि मशीन को आगे की क्रियाओं के बारे में बता सकता है जैसा कि आपने देखा यह एक मशीन है और इसके अलावा यहां पर इस कंपनी में बहुत सारी अलग अलग मशीन है जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं हमने आपको पहले भी बताया है कि इंटरकनेक्शन यानी एक साथ जुड़कर काम करना IIoT और इंडस्ट्री 40 का बहुत ही मूल्यवान भाग है तो हमें यहां पर क्या चाहिए हमें एक सेंट्रलाइज्ड या डिसटीब्युटेड मेकैनिज्म अथवा तो इन दोनों की ही जरूरत है जिसके द्वारा हम इन मशीनों को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं इंटरकनेक्शन और इंटरकनेक्टिविटी के अलावा इंडस्ट्री 40 के और भी महत्वपूर्ण मुद्दे है जैसे कि मेंटेनेंस अगर मशीन में कहीं कोई भी दोष है तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे और कैसे उसका पता लगाएंगे मान लीजिए प्रोडक्शन प्रोसेस में कहीं एक दोष निकलता है तो हम मैन्युअल रूप से वहां जाकर उस दोष को समझ कर ठीक कर सकते हैं लेकिन इसकी जगह अगर यहां एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता तो वह अपने आप ही इस दोष को पता लगा लेता और यह सिस्टम में सिग्नल के द्वारा इस दोष को फिर से ठीक कर दिया जाता है जो कि हम इंडस्ट्री 40 मैं चाहते हैं इस प्रकार का सिस्टम फुल्ली ऑटोनॉमस सिस्टम कहलाता है यानी यह ऑटोमेटिक अपने आप काम करने वाला मशीन है और हम इसी प्रकार की मशीन और प्रोसेसेस को चाहते हैं हमने आपको दिखाया कि कुछ उद्योग कैसे कार्य करते हैं और वह अभी तक 40 अनुपालन के लिए नहीं है जैसा कि हमने देखा और समझा कि 480 की आवश्यकताओं में सबसे महत्वपूर्ण सेंसिंग अनिवार्य है तो आइए हम देखें यह छोटे बड़े उद्योग अपने आप को भविष्य के लिए यानी इंडस्ट्री 40 के लिए कैसे परिवर्तित करते हैं इस प्लास्टिक उद्योग में हमने पहले देखा की बैटरी की फ्रेम को किस तरह से बनाया जाता है जिसे हम प्लास्टिक बेस्ड केसिंग थ्रू इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं और यह केस sprint H350 मशीन के द्वारा बनाया गया और sprint H250 ने ढक्कन बनाया इस प्लास्टिक उद्योग में और भी कई तरह की मशीन है जो काफी सारे अलग अलग प्लास्टिक के भागों को बनाती है जैसे कि हैंडल स्क्रूज इत्यादि संपूर्ण प्लास्टिक के आवर्णों को इसका मतलब है कि नीचे का हिस्सा ऊपर का हिस्सा विकी अरे इन सभी को अलग अलग मंजिल में इस कंपनी में विभिन्न कार्यशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाया गया है जैसा की मैंने इंडस्ट्री 40 की आवश्यकताओं के बारे में आपको पहले भी बताया है कि आपको उद्योगों को इंडस्ट्री 400 में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले इंटरकनेक्टिविटी चाहिए डाटा एक्विजिशन सेंसर ओं के द्वारा जिसका प्रोसेसिंग हो सके और उसके बाद अंत में फीडबैक कंट्रोल इंटरकनेक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण है एक मशीन से दूसरे मशीन को जोड़ने के लिए जैसा कि हमने पहले बताया कि विविध आवरण को इस उद्योग में अलग अलग कार्यशाला में बनाया गया है एक आवरण इस मशीन द्वारा इस कार्यशाला में बना और दूसरा आवरण दूसरे कार्यशाला में दूसरे मशीन पर बना इसी तरह अलग अलग भागों को अलग अलग कार्यशाला में विविध मशीनों ने बनाया प्रश्न के है कि क्या हम इन अलग अलग मशीनों को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं मशीन को एक दूसरे के साथ जोड़ने पर क्या होगा हम डाउनटाइम को कम कर सकते हैं और हम संपूर्ण प्रोडक्टिविटी को राजेश इसको सुधार सकते हैं जिसके द्वारा हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत सुधर जाएगी और अंत में हमें प्रोसेस एफिशिएंसी भी मिल सकेंगे जब हम उद्योग और डॉट हीरो में खुद को बदलने की कोशिश करेंगे तो आप जानते हैं तब क्या होने वाला है हम बहुत ही धीरे धीरे इन प्रक्रियाओं के विभिन्न लाभों को प्राप्त करने जा रहे हैं उम्मीद है कि यह उद्योग और इस तरह के आकार में छोटे छोटे कई उद्योग बहुत ही प्रगतिशील हो सकते हैं आने वाले वर्षों में अथवा दो अगले 10 वर्षों में हम जानते हैं कि यह सब उद्योग एक दिन 40 कंप्लायंट हो जाएंगे और जैसा कि मैंने बताया सब मशीन एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी यानी हर जगह ऑटोमेशन होगा अलग अलग मशीन के डाटा का एक्विजिशन होगा इन सब डाटा को एक साथ जोड़कर हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं यह एक उदाहरण हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया जहां पर अभी उद्योग 40 चीजों में बदले नहीं है यह उद्योग अपने आप को उपकरणों के ऑटोमायसेशन के द्वारा अपने आप को बदल सकते हैं अभी हम एक दूसरी प्रकार की के उद्योग में है जिसका मुख्य कार्य कच्चे प्लास्टिक माल से प्लास्टिक की बोतल में बनाना है मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह एक स्मार्ट मशीन है जिसके द्वारा प्लास्टिक की बोतल बनती है और इस मशीन को सिंगल स्टेट ब्लो मोल्डिंग मशीन कहा जाता है यह इसलिए स्मार्ट मशीन है क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक बोतल बनाने के लिए प्रोग्रामिंग की गई है और यह मशीन कच्चे माल को लेकर उसे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार प्लास्टिक की बोतल में बदल देती है तो यह एक इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान मशीन है जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग द्वारा मैन मशीन इंटरफेस से होकर निकलते हैं जो कि यहां पर है यह निर्देश PLC मशीन को देती है जिसके द्वारा मशीन अपने कार्य कर सकती है इस प्रकार की कई सारी मशीनें होंगी तो हम उद्योग में एक स्मार्ट फ्लोर और स्मार्ट फैक्ट्री बना सकते हैं अगर हम एक स्मार्ट फैक्ट्री फ्लोर के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि यहां पर सभी मशीन एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी और इस मशीन के स्वास्थ्य की निगरानी भी ऑटोमेटिक अली हो सकेगी और इस प्रकार की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को हम पा सकेंगे इस तरह की अलग अलग निगरानी या अथवा तो मॉनिटरिंग की जा सकती है इन मशीनों से जो डाटा रहा है उसे भी दूर किया जा सकता है जिसके द्वारा अलग अलग प्रोडक्टिव और ऑपरेशनल दक्षता हो सकती है इसीलिए बहुत से अलग अलग काम किए जा सकते हैं और मशीन इसे समझदारी से कर सकती है यहां मशीन कमाल लेता है और फिर कच्चे माल से प्लास्टिक की बोतल बनाता है आइए हम कार्यो पर नजर डालें